खोज के परिणाम एक बार खोज करने के बाद उस खोज के 3 संभावित परिणाम हो सकते हैं खोज के परिणाम एक बार खोज करने के बाद उस खोज के 3 संभावित परिणाम हो सकते हैं एक यह एक अनुकूल परिणाम हो सकता है जहाँ आप ग्राहक से संवाद करते हैं कि आविष्कार पेटेंट योग्य है या यह एक नकारात्मक परिणाम हो सकता है जहां आप ग्राहक से संवाद करते है कि आविष्कार पेटेंट नहीं हो सकता है एक यह एक अनुकूल परिणाम हो सकता है जहाँ आप ग्राहक से संवाद करते हैं कि आविष्कार पेटेंट योग्य है या यह एक नकारात्मक परिणाम हो सकता है जहां आप ग्राहक से संवाद करते है कि आविष्कार पेटेंट नहीं हो सकता है आप यह नहीं कहते कि आविष्कार कभी पेटेंट योग्य नहीं है या आप यह नहीं कहते कि आविष्कार को पेटेंट नहीं किया जा सकता है आप यह नहीं कहते कि आविष्कार कभी पेटेंट योग्य नहीं है या आप यह नहीं कहते कि आविष्कार को पेटेंट नहीं किया जा सकता है आप हमेशा अपनी रिपोर्ट का सावधानीपूर्वक वर्णन करते हैं क्योंकि जैसा कि हमने कहा कि एक पूर्ण पेटेंटबिलिटी खोज रिपोर्ट जैसी कोई चीज नहीं है आप हमेशा अपनी रिपोर्ट का सावधानीपूर्वक वर्णन करते हैं क्योंकि जैसा कि हमने कहा कि एक पूर्ण पेटेंटबिलिटी खोज रिपोर्ट जैसी कोई चीज नहीं है तो आप संवाद करते हैं कि एक संभावना है कि आविष्कार की अनुमति नहीं दी जा सकती है या यह एक तटस्थ रिपोर्ट हो सकती है तो आप संवाद करते हैं कि एक संभावना है कि आविष्कार की अनुमति नहीं दी जा सकती है या यह एक तटस्थ रिपोर्ट हो सकती है न्यूट्रल रिपोर्ट वह होती है जहाँ इस बात की उचित संभावना है कि आविष्कार को मंजूरी दी जा सकती है इसके लिए कुछ आपत्तियाँ भी हो सकती हैं जहाँ आप यह कह सकते हैं कि आविष्कार के 50 50 प्रतिशत अवसर मिलने की संभावना है न्यूट्रल रिपोर्ट वह होती है जहाँ इस बात की उचित संभावना है कि आविष्कार को मंजूरी दी जा सकती है इसके लिए कुछ आपत्तियाँ भी हो सकती हैं जहाँ आप यह कह सकते हैं कि आविष्कार के 50 50 प्रतिशत अवसर मिलने की संभावना है रिपोर्ट में यदि ग्राहक इस पर जोर देते हैं तो आप भी चाहेंगे कि आप एक पेटेंट रिपोर्ट दें रिपोर्ट में यदि ग्राहक इस पर जोर देते हैं तो आप भी चाहेंगे कि आप एक पेटेंट रिपोर्ट दें पेटेंट रिपोर्ट में नवीनता आविष्कारक कदम और औद्योगिक अनुप्रयोग पर एक संक्षिप्त विवरण होगा पेटेंट रिपोर्ट में नवीनता आविष्कारक कदम और औद्योगिक अनुप्रयोग पर एक संक्षिप्त विवरण होगा इसमें कुछ हद तक प्रासंगिक होने के लिए पेटेंट करने के अपवादों के बारे में भी कुछ जानकारी होगी इसमें कुछ हद तक प्रासंगिक होने के लिए पेटेंट करने के अपवादों के बारे में भी कुछ जानकारी होगी खोज का महत्व एक पेटेंटबिलिटी खोज आपको उन सफेद स्थानों की पहचान करने की अनुमति देती है जहां आप पेटेंट करा सकते हैं खोज का महत्व एक पेटेंटबिलिटी खोज आपको उन सफेद स्थानों की पहचान करने की अनुमति देती है जहां आप पेटेंट करा सकते हैं यह आपको संभावित कार्यालय आपत्तियों से बचने में मदद करता है जो भविष्य में आ सकती हैं और यह आपको उस क्षेत्र को समझने में भी मदद करता है जो आपको पेटेंट विनिर्देश तैयार करने में मदद करता है यह आपको संभावित कार्यालय आपत्तियों से बचने में मदद करता है जो भविष्य में आ सकती हैं और यह आपको उस क्षेत्र को समझने में भी मदद करता है जो आपको पेटेंट विनिर्देश तैयार करने में मदद करता है हमने पहले ही कवर कर लिया है कि ऐसे इनपुट्स से मिलेंगे जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है हमने पहले ही कवर कर लिया है कि ऐसे इनपुट्स से मिलेंगे जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है अगले व्याख्यान में हम देखेंगे कि पेटेंट करने योग्य खोज क्या है अगले व्याख्यान में हम देखेंगे कि पेटेंट करने योग्य खोज क्या है और अगले व्याख्यानों में हम पेटेंट करने योग्य खोज के बारे में विवरणों पर चर्चा करेंगे और अगले व्याख्यानों में हम पेटेंट करने योग्य खोज के बारे में विवरणों पर चर्चा करेंगे